एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लैंगिक न्याय एवं कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम कोर्स ऑन जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी प्रोदीपा दुबे द्वारा राजीव गांधी बौद्धिक संपदा कानून विद्यालय राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आई आई टी खड़गपुर व्याख्यान 07 संवैधानिक परिप्रेक्ष्य आपका स्वागत है प्रिय छात्रों मैं लिंग न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं पिछले व्याख्यान में हमने महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की इन अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में हमारे लिए सामान्य कानूनों के संबंध में भारतीय कानूनों और भारतीय कानूनी विकास और न्यायिक दृष्टिकोणों को जानना अनिवार्य है स्लाइड समय संदर्भ 0103 हम देश की स्वतंत्रता के साथ भारत के संविधान से शुरू करते हैं देश ने अधिनियमित किया और खुद को संविधान दिया जैसा कि हम कहते हैं कि संविधान भूमि का सर्वोच्च कानून है यह मूल दस्तावेज है जिसमें एक विशेष पवित्रता है इसमें वह सरकार के ढांचे और सिद्धांत कार्यों को निर्धारित करता है और उनके संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करता है संविधान न केवल लिंगों की समानता को प्रदान करता है बल्कि राज्य को देशभक्त समाज के अजीब पुराने और मौजूदा परंपराओं मिलने और विश्वासों के कारण संचयी नुकसान के निवारण के लिए सुरक्षात्मक और भेदभाव पूर्ण उपाय करने का अधिकार देता है संविधान प्रस्तावना से शुरू होता है प्रस्तावना जो देश के लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं को दर्शाता है यह शब्दों के साथ शुरू होता है हम भारत के लोग और फिर यह विभिन्न आदर्शों और मूल्यों को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ता है जिसके लिए यह खड़ा है अब यदि हम हम भारत के लोग शब्द देखते हैं तो देश के सभी लोगों के लिए स्रोत का पता लगाया जा सकता है जाति समुदाय धर्म लिंग आदि के बावजूद इसलिए यह देश के पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने खुद को संविधान भूमि का सर्वोच्च कानून दिया है प्रस्तावना में जिन आदर्शों या मूल्यों की पहचान की गई है उन्हें न्याय स्वतंत्रता और समानता के रूप में माना गया है इसलिए यह राज्य का प्रयास होगा कि सरकार के कामकाज की प्रक्रिया में इन मूल्यों या विचारों को महसूस किया जाए इसलिए यह संविधान की मूल शुरुआत है जिसके तहत यह कुछ लक्ष्यों को महसूस करने की कोशिश करता है और यह सभी पुरुषों और महिलाओं को इस प्रक्रिया में भागीदार बनाता है जिनके लिए इस तरह के न्याय स्वतंत्रता समानता सुनिश्चित की जानी है और इस संबंध में राज्य की जिम्मेदारी है स्लाइड समय संदर्भ 0348 संविधान का भाग तीन मौलिक अधिकारों की बात करता है अब इन मूलभूत अधिकारों की गारंटी नागरिकों और कुछ मामलों में गैर नागरिकों के साथ साथ देश के लिए भी है और वे वही हैं जिन्हें हम मूल अधिकार या मानवाधिकार कहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पुरुष महिला या बच्चे के मनुष्य होने के हकदार हैं और फिर यह उनके अस्तित्व और उनके जीवन के लिए अभिन्न है इन मौलिक अधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे कानून के उद्धरणों में लागू करने योग्य हैं इस लिहाज से अगर इन मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालतों का रुख कर सकता है और इन मौलिक अधिकारों को बनाए रखना और सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है इस संदर्भ में एक ऐसा मामला आया है जिसे वलसम्मा पॉल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय 1996 के रूप में संदर्भित किया गया है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मानवाधिकार इस संदर्भ में गरिमा से प्राप्त है हमारे पास वलसम्मा पॉल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय 1996 का मामला है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मानवाधिकारों की गरिमा और मानव में निहित मूल्य से व्युत्पन्न हैं बालिकाओं के मानव अधिकार सार्वभौमिक मानव अधिकारों के अभिन्न अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं महिलाओं के व्यक्तित्व और मौलिक स्वतंत्रता का पूर्ण विकास और राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में उनकी समान भागीदारी राष्ट्रीय विकास सामाजिक और पारिवारिक स्थिरता और सांस्कृतिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास के लिए सहवर्ती हैं यदि कोई इस अवलोकन को देखता है तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय विकास के प्रतिबिंब मिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय उपकरण जहां महिलाओं के मानवाधिकारों को रखा गया है वे सार्वभौमिक मानवाधिकारों का हिस्सा हैं और मौलिक अधिकार इन मानव अधिकारों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और यह देखते हैं कि इन मानव अधिकारों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन नहीं किया गया है स्लाइड समय संदर्भ 0630 अब ये कुछ मूल अधिकार हैं जो वहां हैं कुछ अन्य हैं जो हम बाद में अनुच्छेद 14 के साथ शुरू करने के लिए आ रहे हैं कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के लिए पैरवी करते हैं यह नीचे देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून की समानता और कानूनों की समानता के समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा अब दो अवधारणाएँ हैं जिन्हें हम इस संबंध में देख सकते हैं कि एक कानून के समक्ष समानता है और दूसरा कानूनों की समान सुरक्षा है पहला एक अभिव्यक्ति है जो दुनिया भर में सभी लिखित संविधानों में पाया जाता है यह एक नकारात्मक अवधारणा का एक प्रकार है जो व्यक्तियों के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति को लागू करता है अन्य कानूनों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है जिसका तात्पर्य है समान परिस्थितियों में उपचार की समानता अनुच्छेद 14 क्या है इसके लिए कोई पूर्ण समानता की बात नहीं करता है इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कानूनों को चरित्र में सामान्य होना चाहिए या यही कानून सभी व्यक्तियों पर लागू होना चाहिए इसका अर्थ है कि बराबरी के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए और जैसे समान व्यवहार किया जाना चाहिए इसलिए यदि हम लोगों के दो समूहों की बात कर रहे हैं और वे समान स्तर पर हैं तो कानून उनके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए लेकिन यदि वे असमान हैं तो यह समानता की अवधारणा पर जोर नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे मूल रूप से ऐसी स्थिति में खड़े होते हैं जहां दो समूह एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं तो इसलिए क्या अनुच्छेद 14 अनुमति देता है उचित वर्गीकरण है जो वास्तविक और पर्याप्त अंतर के आधार पर समायोजित होता है और उचित वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है इसलिए अनुच्छेद 14 के साथ शुरू करना सभी व्यक्तियों को समानता के अधिकार की गारंटी देता है लेकिन ऐसी समानता इस शर्त के अधीन है कि बराबरी का व्यवहार समान रूप से किया जाना चाहिए और उन स्थितियों में जहां उचित वर्गीकरण हो सकता है जिसकी अनुमति है उस संबंध में अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म जाति जाति लिंग जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा इसलिए अनुच्छेद 15 में इस बात पर जोर दिया गया है कि नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और भेदभाव का आधार धर्म जाति जाति लिंग उनके बीच एक होना नहीं हो सकता है इसलिए यह तथ्य है कि एक पुरुष और महिला कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं केवल पुरुषों और महिलाओं के आधार पर हालांकि भारतीय संविधान का खंड अनुच्छेद 15 महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है अब यह कहता है कि इस लेख में कुछ भी नहीं है जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से रोकेगा इसलिए यह एक सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है जो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह अनुच्छेद 14 में बताई गई बातों का उल्लंघन नहीं है इसके लिए जो समान है वह समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए लेकिन अगर यह एक निश्चित स्थिति में देखा जाता है कि दो लोगों को समान रूप से ऐतिहासिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुए नहीं रखा गया है फिर ऐसी स्थिति में राज्य के लिए यह उचित होगा कि वह सकारात्मक भेदभाव की अनुमति दे ऐसे सकारात्मक भेदभाव जो इन स्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हैं जो कि लोगों के उस समूह के लिए मौजूद हैं और इसलिए भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान स्वीकार्य हैं अनुच्छेद 16 रोजगार से संबंधित सभी के लिए अवसर की समानता की बात करता है इस प्रकार ये कुछ ऐसे लेख हैं जो महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव को छोड़कर समानता सुनिश्चित करते हैं और लैंगिक भेदभाव को रोकते हैं स्लाइड समय संदर्भ 1213 इसलिए जैसा कि हमने कहा कि अनुच्छेद 14 यह दर्शाता है कि नुकसान चरित्र या आवेदन में सामान्य होना चाहिए या समान कानून सभी व्यक्तियों पर लागू होना चाहिए यह उसके लिए खड़ा नहीं है लेकिन यह एक उचित वर्गीकरण के लिए अनुमति देता है जैसे कि उचित वर्गीकरण समझदार भिन्नता और प्राप्त करने के लिए मांगी गई वस्तु के लिए एक तर्कसंगत संबंध है हालांकि यह वर्गीकरण मनमाना कृत्रिम या प्रकृति में स्पष्ट नहीं हो सकता है इसलिए यदि वर्गीकरण केवल उदाहरण के लिए किया जाता है या एक जो बालों के रंग पर एक लोकप्रिय उदाहरण है जिसे काले बालों वाले और भूरे बालों वाले लोगों के मनमाने वर्गीकरण के अधिक लिया जाएगा जो वर्गीकरण के आधार नहीं हो सकते हालांकि यदि वर्गीकरण वैध कारणों पर आधारित है और भारतीय संवैधानिक ढांचे के तहत निर्धारित किए गए समानता के नियंत्रण के भीतर वर्गीकरण के माध्यम से प्राप्त करने का एक उद्देश्य है स्लाइड समय संदर्भ 1328 अब ऐसे मामलों या न्यायिक फैसलों की संख्या बढ़ गई है जो समानता के इस पहलू पर जोर देने या स्थापित करने के लिए गए हैं और कई स्थितियों में चाहे वे रोजगार से संबंधित हों या अन्य चाहे यह देखा गया हो कि भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं या जो हैं महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण या प्रतिकूल अदालतों ने हस्तक्षेप किया है और अदालतों ने कहा है कि ऐसे प्रावधान कानून में खराब हैं या संवैधानिक तानाशाही की अहमियत है सीबी मुथुम्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1979 एक बहुत ही प्रसिद्ध मामला है जहां महिला को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था या उसे विदेशी सेवा में शामिल होने से भी हतोत्साहित किया गया था और उसे वचन देना पड़ा था कि अगर उसने शादी की तो वह सेवा से इस्तीफा दे देगी यदि आप याद कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय उपकरण जो किसी की वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वह शादीशुदा है या वह अविवाहित है वह एक ऐसा आधार नहीं हो सकता जिससे एक महिला को किसी चीज से वंचित किया जाए इसलिए भारतीय विदेश सेवा में एक शर्त थी कि उसे विवाह करना चाहिए और अगर वह शादी करती है तो उसे सेवा से इस्तीफा देना पड़ता है और यहां तक कि नीतियां भी कहीं न कहीं महिलाओं को सेवा में शामिल होने के लिए हतोत्साहित करती हैं इसलिए इसे कानून की अदालत में चुनौती दी गई थी और इसे बुरा कहा गया था एयर इंडिया के पुरुष नरेश मिर्जा 1981 और एयर होस्टेस ने एयर इंडिया के नियमों को चुनौती दी है जो उन्हें 35 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने या शादी से पहले होने की स्थिति में गर्भावस्था के लिए आवश्यक थे तो यहाँ भी एक ऐसी स्थिति थी जहाँ कानून या जहाँ मौजूदा सेवा विनियमों में किसी महिला के संबंध में प्रतिकूल भेदभाव किया जाता था इसलिए जहाँ एक पुरुष के मामले में किसी पुरुष के विवाह के अतिरिक्त उसके रोज़गार के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था लेकिन जहां यह एक महिला और महिलाओं से संबंधित था वहां एक एयर होस्टेस की स्थिति थी जिसके लिए उसे 35 वर्ष की आयु में या गर्भावस्था के मामले में सेवा से इस्तीफा देना आवश्यक था इसलिए इन्हें अदालत द्वारा कानून में बुरा बताया गया क्योंकि ऐसी भेदभावपूर्ण नीतियों के नियमों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह लैंगिक न्याय की बुनियादी अवधारणा या लिंग के समानता के खिलाफ जाता है जिसके लिए राज्य खड़ा है चारू खुराना बनाम भारत संघ 2014 वह हाल के मामलों में से एक है जो वहाँ रहे हैं और इस महिला चारू खुराना को एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से कार्ड देना चाहते थे ये कुछ खास तरह के एसोसिएशन हैं या संघ जो मौजूद है और जो किसी व्यक्ति को पंजीकृत करने और एक नौकरी जारी रखने के लिए आवश्यक अनुमति देता है चाहे वह एक हेयर स्टाइलिस्ट के रूप में हो या एक मेकअप कलाकार के रूप में अब वह लंबे समय से हेयर स्टाइलिश में मेकअप आर्टिस्ट के रूप में मुकाम पाने की कोशिश कर रही थीं हालांकि यह बताया गया कि उन्हें मेकअप आर्टिस्ट का काम नहीं दिया जा सकता क्योंकि तब तक यह हालिया मामला है जब तक पुरुष सदस्य हैं केवल उस नौकरी की अनुमति दी इसलिए 2000 2010 में भी हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां वे मौजूद हैं या अभी भी ऐसी नीतियां मौजूद हैं जो महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण हैं तो इसलिए इस मुद्दे को कानून की अदालत में महिला द्वारा चुनौती दी गई थी कि यह कैसे संभव है कि एक निश्चित नौकरी में जैसे कि एक मेकअप कलाकार यह केवल पुरुष हैं जिन्हें उस नौकरी को लेने की अनुमति है और महिलाओं को नहीं और एक प्रस्ताव जो हमें महासंघ द्वारा दिया गया है वह यह था कि परंपरागत रूप से मेकअप कलाकार की ये भूमिका केवल पुरुषों द्वारा की जा रही है और अगर महिलाओं को अनुमति दी जाती है तो यह नौकरियाँ स्वाभाविक रूप से अधिक से अधिक हो जाएंगी और अधिक से अधिक महिलाएं पेशे को अपनाना पसंद करेंगी और और यह उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करेगा लेकिन इस तरह के तर्क को देश की सर्वोच्च अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था और इसने कहा कि यह वास्तव में दुखद है कि आजादी के 60 या उससे अधिक वर्ष बीतने के बाद भी और संविधान लागू होने के बाद भी हमारे पास अभी भी ऐसी नीतियां हैं जिनमें नियम और नियम हैं जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं और उन्हें नौकरी के अवसरों के मामले में प्रतिबंधित करते हैं जो वह हकदार हैं महासंघ को उसके अधिकार देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे और यह देखने के लिए कि आवश्यक पुरुष बनाए जाते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या लिंग के संबंध में कोई भेदभाव या अंतर नहीं हैं जो उस विशेष सेवा को ले सकते हैं स्लाइड समय संदर्भ 1936 आईपीसी की धारा 497 है जिसे हम व्यभिचार की बात कहते हैं अब वह धारा वहाँ है जो एक आदमी को दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार संबंधों के लिए कार्रवाई करने की अनुमति देती है जिसके साथ पत्नी ऐसे व्यभिचार संबंध में है हालाँकि यह उन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देता है जिनके पति का उन महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दूसरी महिलाओं के साथ व्यभिचार संबंध है अब यह एक ऐसा मामला था जिसे सोमित्री विष्णु बनाम भारत संघ 1985 में चुनौती दी गई थी जहां धारा 197 आईपीसी इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता स्थापित अधिकार के उल्लंघन का उल्लंघन करता है अब इस स्थिति में हालांकि अदालत की दलीलें अलग थीं क्योंकि एक निश्चित उद्देश्य था जिसके लिए जिस तरह से यह अस्तित्व में आया था और धारा 497 की पूरी योजना में महिलाओं को पीड़ित के रूप में देखा जाता है और यह महिलाओं के इस कारण की रक्षा के लिए कि धारा ने महिलाओं को उन अन्य महिलाओं के खिलाफ मामला लाने की अनुमति नहीं दी है जिनके साथ पति के व्यभिचारी संबंध हैं इसलिए अदालतें अनुभागों को अपील करती हैं और कहा है कि इसके लिए एक निश्चित उद्देश्य है जिसे बनाया गया है और इसलिए यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की जीवन शक्ति नहीं है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई राज्यों की सेवाओं में 30 की सीमा तक महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समान रूप से वैध माना जाता था इसलिए यह मदद मिलती थी कि राज्य केवल महिलाओं के लिए शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित कर सकते थे क्योंकि यह अनुच्छेद 15 के भीतर अर्हता प्राप्त करेगा जहां राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अधिकार है कि महिलाओं और बच्चों के लिए हित और पदोन्नति को बढ़ावा दिया जाए और अधिकारों के हनन की पीढ़ियों के दुरुपयोग का पीढ़ियों लिया गया स्थान कुछ अवसरों के लिए सकारात्मक भेदभाव के माध्यम से कहीं भी पूर्ववत हो सकता है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं और प्रत्येक सामान्य पुरुषों और महिलाओं के लिए नहीं स्लाइड समय संदर्भ 2259 इसलिए इन न्यायिक फ़ैसलों ने समानता की अवधारणा को फिर से जोर देने और स्थापित करने के लिए गए हैं और कई मामलों में यह भी स्थापित किया है कि राज्य महिलाओं के कारण के लिए उचित कदम उठाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और अंत में वे विशेष कानून या विशेष नीतियां बना सकते हैं या यहां तक कि महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए जहां भी उन्हें लगता है कि यह आवश्यक है आगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं सभ्य समाज में नेतृत्व करने के लिए स्वतंत्रता और स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है उस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में छह तरह की स्वतंत्रताएं हैं अब वे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभा करने की स्वतंत्रता संघ बनाने की स्वतंत्रता आंदोलन की स्वतंत्रता निवास करने और बसने की स्वतंत्रता पेशे की स्वतंत्रता व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता हैं इसलिए भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बोलने या स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता से इनकार नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से बिना किसी व्यक्ति की गतिशीलता के संबंध में संघों के लिए बिना किसी हानि के शांति के साथ इकट्ठा होना जहां एक व्यक्ति जाना चाहता है निवास करना चाहता है और साथ ही उस पेशे या व्यवसाय को बसाना चाहता है जिसे व्यक्ति लेना चाहता है लेकिन ये स्वतंत्रताएँ अप्रतिबंधित नहीं हैं वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में इस तरह के प्रतिबंध उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं इसलिए जब हम इस स्वतंत्रता पर बोलते हैं तो यह सामान्य न्याय के संदर्भ में जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक महिला को भाषण देने का अधिकार है और अभिव्यक्ति का अधिकार है कि वह सभाओं में कहीं भी रहने और बसने के लिए और किसी भी पेशे या अपनी पसंद के क़ब्ज़े को समझने के लिए संघों का गठन कर सकती है और इस आधार पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं हो सकता है कि वह एक ऐसी महिला है जिसे इनमें से किसी भी स्वतंत्रता के लिए रखा जा सकता है